इसलिए हमने RF एनर्जी हार्वेस्टिंग पर एक नज़र डाली सही हमने इसके लिए कुछ विशिष्ट सर्किटों को देखा जैसे कि वोल्टेज ड्बलर सर्किट फिर उस आरएफ एनर्जी को संचय करने की संभावना पर ध्यान दिया फिर यह देखते हुए कि आप उस आरएफ एनर्जी का उपयोग कैसे कर सकते हैं कैसे आप उस आरएफ ऊर्जा को कैरेक्टराइज़ करते हैं हैं दोनों दक्षता के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की इनपुट शक्ति की आवश्यकता होती है और इसी तरह आगे भी आइए अब हम गियर को शिफ्ट करते हैं और कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे वाइब्रेशन का उपयोग कर सकते हैं ठीक है RF एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए वाइब्रेशन एक और संभावित अच्छा स्रोत है क्योंकि वाइब्रेशन हम पर हमारे चारों ओर हैं आप में वाइब्रेशन है यहां तक कि आप जो साइकिल चलाते हैं उसमें मोटर 2 पहिया जो हम उपयोग करते हैं 4 पहिया कार बस और यहां तक कि हवाई जहाज भी इसलिए इन सभी में हमारे चारों ओर वाइब्रेशन है मैं मानती हूं कि इसमें से अधिकांश निम्न श्रेणी का है कभी कभी अगर यह बहुत पुराना मॉडल नहीं है तो वाइब्रेशन वास्तव में कुछ नहीं है वास्तव में आपको वाइब्रेशन पसंद नहीं है ठीक है यदि यह वास्तव में वाइब्रेशन कर रहा है तो यह जान लें कि यह बहुत आरामदायक नहीं है तो यह एक तरफ है दूसरी तरफ वाइब्रेशन हैं तो क्या आप वास्तव में वाइब्रेशन का फायदा उठा सकते हैं और किसी भी प्रकार के एनर्जी हार्वेस्टिंग एप्लिकेशन के लिए उपयोग देख सकते हैं यह कुछ ऐसा है जिसे लोग लंबे समय से खोज रहे हैं अब एक संभावित एप्लिकेशन जिसे आप बहुत सारे पेपर्स में देखेंगे और बहुत सी कंपनियां जो करने की कोशिश कर रही हैं वह टायर प्रेशर मॉनिटरिंग के क्षेत्र में है किसी भी उदाहरण को आप वाइब्रेशन मॉनिटरिंग वाइब्रेशन हार्वेस्टिंग पर लेते हैं आप वास्तव में इस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग में आएंगे लेकिन यह सिर्फ एक पहलू है जो लोग कह रहे हैं वास्तव में तथ्य यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पावर चली गई है अल्ट्रा लो पावर और वे बहुत कुशल उपकरण हैं न केवल उपकरण बल्कि एक बहुत ही कुशल उपकरण भी हैं लेकिन बहुत कुशल हार्वेस्टर भी हैं यह एक वास्तविकता बन गई है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स अल्ट्रा लो पावर कुशल टूल कुशल हार्वेस्ट उपकरण है यह सभी ने इसे वाइब्रेशन एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए बहुत समृद्ध बनाया है इसलिए हमें कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए हम सीधे चलते हैं और एनर्जी हार्वेस्टिंग के इस विशेष पहलू का एक छोटा डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं लेकिन जाने से पहले मुझे आपको बैकग्राउंड देना होगा क्योंकि यदि आप सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं तो आप सराहना नहीं कर सकते तो मैं आपको विचार किये हारवेस्टर का बैकग्राउंड देती हूं जिसे हम देख रहे हैं वह पीजोइलेक्ट्रिक है तो पीज़ोइलेक्ट्रिक मूल रूप से एक पीज़ोसेरेमिक वेफर है इसलिए यह एक पीज़ोइलेक्ट्रिक या पीज़ो है मेटेरियल वाइज यह पीज़ोसेरेमिक है यह एक वेफर है कई वेफर्स हैं जो बेसिक एनर्जी हार्वेस्टिंग बनाने के लिए अनिवार्य रूप से एक साथ बंधे हुए हैं हम मूल रूप से एक ऊर्जा हारवेस्टर कहते हैं ठीक है और यह पीजोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के सिद्धांत का उपयोग करता है तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात के अलावा कुछ भी नहीं है मैं उस के विस्तार में नहीं जाऊँगी और हम इसका उपयोग वाइब्रेशन हार्वेस्टिंग के लिए कर रहे हैं मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रही हूं जो हमें बहुत कठिन लगीं और बहुत प्रयोग के साथ कि आपको वास्तव में वाइब्रेशन हार्वेस्टिंग के कई पहलुओं के बारे में चिंता करनी होगी इससे पहले कि आप वास्तव में उपयोगी कुछ भी निकाल सकें पहली बात जो हमारे साथ हुई है आप इसे कैसे क्लैंप करें हार्वेस्टर की क्लैंपिंग पहला सवाल क्या आप इसे बांधेंगे इसे सामग्री के लिए बॉन्ड करें या क्या आप इसे कैंटिलीवर करेंगे क्या आप इसे कैंटिलीवर करेंगे क्या आप इसे बांधेंगे क्या तुम इसे बांधोगे क्या आप इसे दोनों पक्षों में बाँधेंगे या आप बस करेंगे या क्या आप इसे ठीक करेंगे फिक्सिंग जो शिकंजा और या आप इसे कैंटिलीवर करेंगे या आप इसे बांड करेंगे उनमें से हर एक के अपने फायदे हैं और उनमें से हर एक विधि वास्तव में आपको एक ही हार्वेस्टर से अलग अलग प्रदर्शन देती है यह एक बात है वास्तव में मिस्टर अभिषेक नाम से मेरा एक प्रोजेक्ट स्टाफ उसने 2 व्हीलर से हार्वेस्ट की कोशिश की वह विभिन्न स्थानों की कोशिश कर रहा है जहां वह वास्तव में ऊर्जा प्राप्त कर सकता है उसने इंजन की तरफ से कोशिश की फिर आपने इसे मिट्टी के गार्ड पर रख दिया और फिर उन्होंने कोशिश की और सिर्फ कैरेक्टराइज़ करने की कोशिश की और कहा कि मुझे सबसे अच्छा G वैल्यू क्या देता है इसके पीछे यही कारण है कि सबसे उच्चतम जी हार्वेस्टिंग के साथ बेहतर है इसलिए अनिवार्य रूप से यदि आप कहते हैं कि आप 1G के बजाय 2G कर रहे हैं तो आप बहुत बेहतर हैं क्योंकि 2G एक बहुत अधिक शक्ति है जिसे आप 2G के साथ निकाल सकते हैं मूल रूप से यह आयाम है तो यह आयाम उच्च आयाम अधिक शक्ति है कि आप वास्तव में सिस्टम से ड्रा कर सकते हैं तो G मान जितना अधिक होगा पावर आउटपुट उतना ही अधिक होगा तो यह एक और पहलू है तो आप हार्वेस्टर की क्लैंपिंग करते हैं एक मुद्दा है और प्लेसमेंट कैसे प्राप्त करें तो मैं इसे मूल रूप से कहूंगी कि आप इसे कहां रखते हैं हार्वेस्टर की नियुक्ति आपको यह देखना होगा कि कंपन कहाँ अच्छे हैं और आपको वहां एनर्जी हारवेस्टर लगाना होगा इसीलिए हमने उस स्थान को स्थानीयकृत करने के बाद जहां आप हार्वेस्टर लगाना चाहते हैं आपको बॉन्डिंग की इस समस्या का सामना करना पड़ेगा आपको उस जगह पर बॉन्डड होना चाहिए क्या इसे कैंटिलीवर किया जाना चाहिए या आपको इसे ठीक करना चाहिए इससे पहले कि आप वास्तव में सिस्टम से कुछ भी निकाल सकते हैं यह सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कृपया जाने से पहले इस 2 महत्वपूर्ण चरणों पर ध्यान दें एक तीसरा कदम है एक तीसरी महत्वपूर्ण बात भी है और तीसरी महत्वपूर्ण बात टिप मास से संबंधित है यह सी है इसलिए मुझे इसे थोड़ा बेहतर लिखना चाहिए मैं इस पर इस क्लैटर को हटा दूंगी और मैं क्लैंप रखूंगी ये clampped हारवेस्टर है तो ये 3 बातें और मुझे लगता है कि यह ठीक है सी टिप मास है तो इस टिप मास के बारे में क्या असल में यह टिप मास बीम को ट्यून करने के लिए है मूल रूप से यह बीम को प्रतिध्वनि के लिए ट्यून करता है यही कारण है कि आपको टिप मास डालना होगा लेकिन इस सिक्के के सभी पक्ष हैं यदि आप टिप मास नहीं डालते हैं तो क्या होगा यदि आप टिप मास डालते हैं तो क्या होता है मैकेनिकल एक्वेशन्स के महान विस्तार में जाने के बिना और स्वयं द्वारा पूर्ण अध्ययन के कारण इसे पूर्ण विवरण को समझना हार्वेस्टिंग के दृष्टिकोण से ऊर्जा के दृष्टिकोण को निकालने से हम टिप मास की इस समस्या को समझते हैं अब यदि आप टिप मास को अनिवार्य रूप से डालते हैं तो आप डेम्पिंग कर रहे हैं आप बीम को प्रतिध्वनि के लिए ट्यूनिंग कर रहे हैं लेकिन आप वास्तव में एक तरह से आप वास्तव में सिस्टम को डेम्प कर रहे हैं दूसरे शब्दों में वास्तव में क्या होता है सेंसिटिविटी में सुधार होता है बहुत बहुत अच्छी सेंसिटिविटी आपको मिलती है दूसरे शब्दों में एक अच्छी संभावना है कि यदि आप एक टिप मास डालते हैं तो आपको उच्च G मिलेगा एक अच्छी संभावना है लेकिन एक और है जाहिर है सेंसिटिविटी में सुधार करके इस सेंस को रखने के साथ कुछ समस्या होनी चाहिए अनिवार्य रूप से यदि आप एक टिप मास डालते हैं जबकि सेंसिटिविटी में सुधार होता है तो यह आवृत्तियों की एक श्रृंखला में ऊर्जा निकालने की क्षमता कम कर देता है यही समस्या है इसलिए जबकि सेंसिटिविटी में सुधार होता है तो मुझे कागज की एक नई शीट पर लिखने दें टिप मास सेंसिटिविटी में सुधार करता है लेकिन इसकी एक समस्या है यह अच्छा है लेकिन इसके साथ समस्या यह है कि सीमा से अधिक निकालने की क्षमता आवृत्तियों को कम करती है तो यह समस्या है तो अब आप एक समस्या का सामना कर रहे हैं समस्या यह है कि टिप मास लगाने से मैं किसी दिए गए स्पॉट फ़्रीक्वेंसी को कैसे ट्यून करूं और मुझे स्पॉट फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगी बीम को रेजोनेंस करने के लिए सिस्टम लाने के लिए मैंने टिप मास को कैसे रखा यह एक मुद्दा है मुझे लगता है कि एनर्जी हार्वेस्टिंग के नजरिए से ज्यादा से ज्यादा यह समझ में आता है एक टिप मास डालें सुधार कर सेंसिटिविटी प्राप्त करें ताकि यह किसी दिए गए छोटे आवृत्तियों पर काम करे वास्तव में यह एक स्पॉट फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है और फिर आप अधिकतम G मान निकाल सकते हैं और सिस्टम में शक्ति के लिए मूल रूप से उस G मान का उपयोग कर सकते हैं तो यह प्रमुख बिंदु है तो बस संक्षेप में इसका मतलब है कि यदि आप टिप मास डालते हैं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कमी होती है और टिप मास के बिना आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में वृद्धि करते हैं यह प्रणाली का बड़ा सारांश है तो अब ज्यादा समय बर्बाद किए बिना जब आप इस मूल को समझ गए हैं तो आप पृष्ठभूमि के पीछे की कहानी जानते हैं वाइब्रेशन एनर्जी हार्वेस्टिंग के पीछे की थ्योरी हमें सिस्टम का अच्छा प्रदर्शन दिखाती है जो मैं आपको यहां दिखा रही हूं वह यह प्लेटफार्म है वास्तव में अब स्विच ऑन किया गया है जैसा कि आपने देखा है अभिषेक ने इसे चालू किया वाइब्रेट कर रहा है यह वाइब्रेशन एनर्जी हारवेस्टर है यह मूल रूप से बाध्य नहीं है लेकिन इसमें एक टिपिंग मास है जिसे हम देख सकते हैं एक टिपिंग मास है जिसे लागू किया गया है और यह इस सतह के लिए तय है जो इस पेंच का उपयोग करके हिल रहा है और हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में आउटपुट वोल्टेज के संदर्भ में क्या होता है इसलिए इससे पहले कि हम वहां जाएं हम थोड़ा सा ज़ूम करते हैं यह टिप मास है यह वाइब्रेशन एनर्जी हारवेस्टर है यह प्लेटफॉर्म है जो इस समय वाइब्रेट कर रहा है और आप देख सकते हैं कि एक पेंच के साथ इसे यहां फिक्स किया गया है यह आउटपुट है जिसे हम यहां ले जा रहे हैं एक बहुत छोटा पीसीबी है ठीक है और हम इस पीसीबी पर एक पल में चर्चा करेंगे और एक उचित रूप से अच्छा आउटपुट होना चाहिए जिससे हमें डीसी आउटपुट मिलना चाहिए या जिसे आपको आस्सीलस्कोप पर देखने में सक्षम होना चाहिए तो हम आस्सीलस्कोप पर चलते हैं और आउटपुट देखते हैं हाँ अब आप देखते हैं कि यह आस्सीलस्कोप आउटपुट को स्थानांतरित करता है इसलिए आप 10 वोल्ट डीसी के करीब हो रहे हैं तो यही इस प्रदर्शन के पीछे की कहानी है आप देख सकते हैं कि यह वोल्टेज वास्तव में प्लेसमेंट के आधार पर बदल रहा है जिसका अर्थ है कि मैं बस हारवेस्टर को घुमा रही हूं जैसा कि हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म हिलने से वाइब्रेशन फ्रेक्वेंसीस अलग अलग हैं बस इस आउटपुट को स्थानांतरित करने से आप देख सकते हैं कि यह 20 वोल्ट ऊपर चला गया है यह एक स्पष्ट संकेतक है कि हमने हारवेस्टर की नियुक्ति के संबंध में जो चर्चा की वह स्थिति है सटीक स्थिति वास्तव में आपको हारवेस्टर से बहुत अधिक शक्ति निकालने की क्षमता देती है अब हमने क्या रखा मैंने आपको एक प्रदर्शन दिखाया जो टिप मास हमने चुना है वह लगभग 15 ग्राम है मोटे तौर पर मैं कहूंगी कि यह लगभग 15 ग्राम है और हमने इसमें से कुछ भी इंजीनियर नहीं किया है मैंने 15 ग्राम डाला और हमने पाया कि सिस्टम आपको एक आउटपुट दे रहा है आप कैसे पता लगा सकते हैं कि यह किस आवृत्ति पर हो रहा है यह पूरी प्रणाली हिल रही है और हम सिस्टम को कैसे ट्यून करते हैं हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं कि यह सिर्फ एक अच्छा आउटपुट दे रहा है जो कि सही नहीं है जाहिर है आपको प्लेटफ़ॉर्म को कैरेक्टराइज़ करना होगा और फिर तदनुसार आप टिप मास को लागू करने में सक्षम होंगे तो कि आप अधिकतम ऊर्जा निकालने में सक्षम होंगे शायद यह भी इष्टतम नहीं है कि हमने अब क्या किया है इसके लिए हमें टूल्स की आवश्यकता है और जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं वह अब एक टूल है जिसे स्लैमस्टिक कहा जाता है तो यह वही है जो मेरे पास मेरे हाथ में है तो यह एक स्लैम स्टिक है मूल रूप से यह एक छोटा एम्बेडेड उत्पाद है जो इस के करीब जा सकता है कृपया इस काम को थोड़ा और करीब लाएँ हाँ बिल्कुल इसलिए अगर मैं ऐसा करती हूं तो यह एक सरल उत्पाद है जो आपको अनुमति देगा यदि उस प्लेटफ़ॉर्म पर रखा गया है तो उसे वाइब्रेशन डेटा को कैप्चर करना चाहिए और इसे यहां कुछ मेमोरी पर स्टोर करना चाहिए जिसके बाद आप कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं और डेटा को निकालते हैं और वास्तव में पता लगाते हैं आवृत्तियों की सभी रेंज कहाँ है जिस पर सिस्टम से एनर्जी हार्वेस्टिंग हो रही है इसलिए हम इसे अगले चरण के रूप में करेंगे और आवृत्ति स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश करेंगे जिससे हम अपनी पूरी प्रणाली को बेहतर बना पाएंगे इसलिए यह एक हिस्सा है जिसे हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन इससे पहले कि हम यह भी पता करें कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के संदर्भ में क्या किया है इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सीधे आगे है मूल रूप से इसके पास एक हार्वेस्टर है जिसमें एक वाइब्रेशन पीजो तत्व है पीजो तत्व है जो अनिवार्य रूप से आपको एसी आउटपुट देता है तो आपको इसे एक रेक्टिफायर से गुजरना होगा शॉटकी डायोड का उपयोग करना याद रखें ताकि आपको डायोड के पार लो वोल्टेज ड्रॉप्स मिलें और आपकी शक्ति निकालने की क्षमता बेहतर होगी और इसे एक संधारित्र में डालें सही यह आपकी स्टोरेज कैपेसिटर स्टोरेज कैप है मज़ेदार बात देखें आपको सुनिश्चित करने के लिए बूस्टर कनवर्टर की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता नहीं क्यों क्योंकि पहले से ही सुधार के बाद आप प्लस 20 वोल्ट के करीब पहुंचने में सक्षम हैं डीसी जो एक स्पष्ट संकेतक है कि आप एक प्रणाली हैं जो आपको कंपन हार्वेस्टर देता है अनिवार्य रूप से आपको बहुत अधिक वोल्टेज आउटपुट देता है पावर कैरेक्टराइजेशन एक और कहानी है एक्सट्रेक्ट करने की अधिकतम पावर क्या है हम फिर से हम सभी पहले के सिद्धांतों पर आधारित होंगे जो हम एनर्जी हार्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं वह क्या है आपको वोल्टेज बनाम करंट कैरेक्टराइजेशन करना होगा VI कैरेक्टराइजेशन या IV कैरेक्टराइजेशन के रूप में वे इसे IV कैरेक्टराइजेशन कहते हैं कुछ लोग IV कहते हैं कुछ लोग VI कैरेक्टराइजेशन और इसी तरह और आगे कहते हैं ध्यान दें आपको यह IV कैरेक्टराइजेशन करना होगा सभी प्रकार के हार्वेस्टर के लिए जैसे कि सौर थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए वाइब्रेशन हार्वेस्टर के लिए और साथ ही किसी भी अन्य रूप जैसे विंड और इतने पर और आगे इसलिए अधिकतम पावर एक्सट्रैक्शन हमने आरएफ के बारे में भी काफी चर्चा की जहाँ हमने एक लोड रेसिस्टर का उदाहरण भी लिया है और सुनिश्चित करें कि 2 आवृत्तियों के पार दिए गए लोड रेसिस्टर के लिए यह अधिकतम पावर आउटपुट दे रहा है और इसलिए क्षमताएँ बहुत अधिक थीं इसलिए इस पर चर्चा की गई इसलिए यदि आप कंपन हारवेस्टर के संबंध में कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको सिस्टम की IV कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करना होगा यह एक बहुत ही सीधी बात है आपको एक पोटेंशियोमीटर लेना होगा और मूल रूप से पोटेंशियोमीटर के वैल्यू को बदलते रहना चाहिए यदि समय अनुमति देता है तो हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन वैसे भी मुद्दा यह है कि डीसी वोल्टेज जो यहां उपलब्ध है हमें एक पोटेंशियोमीटर में उपयोग करना होगा और करंट के साथ साथ वोल्टेज ड्रॉप को मापना होगा और तदनुसार एक माप को इस रजिस्टर को बदलते रहें और इस और इस पार प्रवाहित वोल्टेज को मापते रहें और इसलिए V बनाम I को प्रभावी रूप से प्लॉट करें तो यह वह चीज है जो आपको वाइब्रेशन हार्वेस्टिंग के लिए भी करनी होगी तो अब हम वापस चलते हैं और स्लैम लेने की कोशिश करते हैं यह देखने के लिए कि सिस्टम का कंपन प्रोफ़ाइल कैसा दिखता है इसलिए हमने यह देखने की कोशिश करना शुरू कर दिया है कि यह उपकरण का एक अच्छा टुकड़ा है जो कि अधिकांश एनर्जी हार्वेस्टिंग अनुप्रयोगों के लिए बहुत आसान है जिन्हें आप मान सकते हैं कि आप उस प्लेटफ़ॉर्म को कैरेक्टराइज करना चाहते हैं जिसके तहत आप हार्वेस्ट एनर्जी से लेना चाहते हैं यह एक अच्छी छोटी सी बात है इसे स्लैम टिक कहा जाता है यह मिडडे में भी उपलब्ध है यह वह वेबसाइट है जहां आप जा सकते हैं और इन सभी चीजों को खरीद सकते हैं एनर्जी हारवेस्टर सहित हारवेस्ट भी मिडडे से है हम इसमें प्रयोग कर रहे थे लैब में मेरा प्रोजेक्ट स्टाफ इसे देख रहा था इसलिए हम एनर्जी हार्वेस्ट कैसे करें इसके बारे में पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इसकी आवश्यकता है अन्यथा आपके लिए इसे कैरेक्टराइज करना और पता लगाना कठिन है तो चलिए देखते हैं एंड टू एंड सिस्टम इससे पहले हम वास्तव में किसी भी अनुप्रयोग के लिए एनर्जी वाइब्रेशन एनर्जी हार्वेस्टिंग का उपयोग कर सकते हैं इसलिए इस मिड डे को लें और इसे इस बॉक्स के ऊपर रखें जिसकी हम चर्चा कर रहे थे तो इसे इस बॉक्स पर रखो यह उतना ही सरल है जितना कि टेप का एक टुकड़ा है जिसे आप यहां देखते हैं आप कुछ टेप डाल सकते हैं और फिर इसे इस सतह पर चिपका सकते हैं और फिर आप वहां क्या करते हैं यहाँ एक बटन है तो आप बस इस बटन को दबाएं यदि आप दबाते हैं तो यह डेटा इकट्ठा करेगा तो आप देख सकते हैं कि लाइट एक छोटी एलईडी है जो यहाँ चमक रही है यह वास्तव में डेटा प्राप्त कर रहा है और फिर आप स्विच ऑफ करते हैं यह बंद हो जाता है और फिर इसे बंद कर देता है और फिर इसे किसी अन्य अच्छे टूल में प्राप्त करता है तो यह ठीक है कि अब हम क्या करेंगे इस पर डेटा है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां एक अच्छा यूएसबी पोर्ट है जिसका उपयोग आप न केवल बैटरी चार्ज करने के लिए कर सकते हैं क्योंकि यह एक स्व निहित इकाई है न केवल बैटरी चार्ज करने के लिए बल्कि डेटा को बाहर निकालने के लिए और डेटा को बहुत उपयोगी बनाने के लिए सही आप कोई कैरेक्टराइजेशन कैसे करेंगे अब यह करने के बाद क्या दिलचस्प है और यह सब मैं आपको टूल दिखाता हूं टूल से आउटपुट आप इस अच्छी तस्वीर को यहाँ देखते हैं एक्स अक्ष पर आवृत्ति 0 से 1400 है इसने आवृत्ति डाल दी है और यह एक्सेलरेशन का पता चला है अनिवार्य रूप से यह एक्सेलेरोमीटर का तेज एफएफटी है जो कि इस उपकरण के अंदर है अनिवार्य रूप से बस मूल रूप से इस उपकरण में एक MEMS एक्सेलेरोमीटर है और यह डेटा जो आप यहां देख रहे हैं वास्तव में 3200 किलोबिट सेकंड पर कैपचर कर लिया गया है यह 32 किलोहर्ट्ज़ पर सैंपलड है और अनिवार्य रूप से यह आपको कई आवृत्तियों को बताता है जिस पर यह प्रणाली एनर्जी हार्वेस्ट कर सकती है आप देख सकते हैं कि एक छोटी पीक है जो 03G के आसपास है और किस आवृत्तियों पर लगभग 30 हर्ट्ज पर हैं और फिर सौ हर्ट्ज के आसपास एक और है जो 09G के करीब है फिर लगभग 120 हर्ट्ज़ या तो थोड़ा सा G वैल्यू है जो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कहीं भी 03 से 09 के बारे में 1 जी के बारे में यदि आप प्राप्त करने में सक्षम हैं तो कुछ डिसेंट हार्वेस्टिंग वास्तव में संभव है और आप इसे एक विशेष स्थान आवृत्ति के लिए एक टिप मास लगाकर अब ट्यून करते हैं तब आप अनिवार्य रूप से जब तक सिस्टम हिल रहा है और जब तक ये आवृत्ति घटक मौजूद हैं तब तक यह उस विशेष आवृत्ति पर हार्वेस्टिंग के लिए जाएगा तो यह वास्तव में यहाँ महत्वपूर्ण है और आप अनिवार्य रूप से इस तरह के एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आप इस छोटे से उपकरण के साथ बहुत सी दिलचस्प चीजें कर सकते हैं उदाहरण के लिए आइए हम यह भी देख सकते हैं कि हमें क्या कहा जाता है इसलिए अनिवार्य रूप से मैंने जो किया जो मैं करने के लिए गई थी यह उस का एक दृश्य है तो इसके अंदर न केवल 3 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर होता है इसमें प्रेशर इनफार्मेशन भी होती है आप देख सकते हैं कि x अक्ष यह समय है और y अक्ष प्रेशर है और जिसे यह माप रहा है और यह तापमान को भी मापता है ठीक है तो सभी पैरामीटर हैं ये 3 महत्वपूर्ण पैरामीटर उपलब्ध हैं तापमान प्रेशर और साथ ही एक्सेलेरोमीटर तो अनिवार्य रूप से यह आपको टाइम सीरीज दे रहा है यह आपको केवल 3एक्सिस एक्सेलेरोमीटर वैल्यू टाइम सीरीज दे रहा है 3 रंगों को इंगित किया गया है यह 3 अक्ष है इसलिए यह आपको दे रहा है आप बस जाते हैं और फिर रेंडर करते हैं और फिर आप कहते हैं एफएफटी और वास्तव में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आप बस इसे दबाएं यह आपको यह अच्छा एफएफटी प्लॉट देगा तो आप देख सकते हैं कि इसने डेटा लिया है और इस जानकारी को संसाधित और उपलब्ध कराया है आप कई अन्य दिलचस्प चीजें भी कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप भी प्राप्त कर सकते हैं आप रेंडर स्पेक्ट्रोग्राम भी प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप देख सकते हैं तो यह स्पेक्ट्रोग्राम है हम देखते हैं तो स्पेक्ट्रोग्राम अनिवार्य रूप से हम आपको बताएंगे यह x अक्ष के लिए है यह y अक्ष के लिए है और यह z अक्ष के लिए है यह स्पेक्ट्रोग्राम अनिवार्य रूप से हम आपको बताएंगे कि निश्चित रूप से समय के साथ आवृत्ति और आयाम कैसे बदलते हैं अनिवार्य रूप से यह रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है इसलिए अनिवार्य रूप से यह करने के बाद और एफएफटी है तो यह मूल रूप से कैसे है जहां आप देख सकते हैं कि यह विशेष आवृत्ति समय के साथ कहां है तो एक्स अक्ष समय है और आवृत्ति y अक्ष के साथ है अनिवार्य रूप से यह आपको बता रहा है कि आवृत्ति की टाइम सीरीज वास्तव में भिन्न कैसे होती हैं एक्स और वाई और जेड के साथ समान हैं तो यह एक और बात है जो आप वास्तव में पा सकते हैं तो बहुत उपयोगी उपकरण वास्तव में डाउनलोड करने के लिए स्वतंत्र कोई भी इस टूल को डाउनलोड कर सकता है और वास्तव में इस टूल के साथ काम कर सकता है और अपने आप को इस टूल से परिचित करवा सकता है तो यह आपके लिए बहुत दिलचस्प बात है कुछ लोगों के लिए अगर ऊर्जा के नजरिए से हमें कहने में दिलचस्पी है उदाहरण के लिए अगर कोई वाहन है और वाइब्रेशन एनर्जी की मात्रा किसी दिए गए सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए अगर कोई ऐसा कुछ कैरेक्टराइज़ करना चाहता है तो यह जानेयह और क्या करने के लिए उपयोगी हो सकता है जिसे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के रूप में जाना जाता है तो यहां पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी प्राप्त करने का एक और तरीका है आपको मूल रूप से सब कुछ मिलेगा हम जी 2 हर्ट्ज के संदर्भ में आएंगे जैसा कि आप देख सकते है यह आवृत्ति घटक है और यह शक्ति आवृत्ति G 2 हर्ट्ज है यह आपको वाइब्रेशन एनर्जी की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बताएगा जो उपलब्ध है तो यह मूल तरीका है जिसके द्वारा यदि आपके पास एक वाइब्रेशन हारवेस्टर है और आप कोशिश कर रहे हैं और यह पता लगाने में रुचि रखते हैं कि आपको अपने टिपिंग मास को किस आवृत्ति पर रखना चाहिए टिपिंग मास क्या होना चाहिए और क्या वास्तव में आप एनर्जी हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप किस आवृत्ति पर एनर्जी हार्वेस्ट चाहते हैं सभी के लिए इस 2 उपकरण का अध्ययन करें हार्वेस्टर के साथ संयोजन में यह विशेष उपकरण जिसमें आपकी रुचि है हम वाइब्रेशन एनर्जी हार्वेस्टिंग का उपयोग करने की संभावना पर मूल रूप से सीमित होने में आपकी मदद करेंगे इसलिए आगे का विवरण अनिवार्य रूप से यह है कि आप जानते हैं कि एक बात यह है कि यह मूल रूप से एक डीसी रिस्पांस मेमस सेंसर है यह हमारे पास क्या है इसे स्लैम स्टिक सी कहा जाता है और यह अनिवार्य रूप से एक डीसी रिस्पांस मेमस उपकरण है और वाइब्रेशन यह है कि आपको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में सावधान रहना चाहिए यदि आप आवश्यक फ्रीक्वेंसी पर सैंपल नहीं लेते हैं क्योंकि यदि आपके बिंदु बहुत विरल हैं तो आप सही वैल्यू कैच को समाप्त कर सकते हैं तो जो वास्तव में एक मुद्दा हो सकता है और यह सब ऑप्टीमल हो सकता है इसलिए आपको इन सैंपलिंग फ़्रीक्वेंसी को पर्याप्त रूप से सेट करने में सक्षम होना चाहिए ताकि आप वाइब्रेशन वावफॉर्म को सही रूप में सही तरीके से कैप्चर कर सकें और पुन उत्पन्न कर सकें तो यह कुछ ऐसा है जिसे मैं विस्तृत नहीं करना चाहती लेकिन मुझे यकीन है कि इंजीनियर के रूप में आप वास्तव में जानते हैं कि सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है परिणाम जो हमने आपको दिखाए हैं कि मैंने दिखाया है कि आप 32 किलोहर्ट्ज़ सैंपल के साथ थे आप आमतौर पर 20 किलोहर्ट्ज़ सैंपलिंग तक जा सकते हैं और इसलिए यह लौ सैंपलिंग है और यह उच्च सैंपलिंग है और यह कुछ ऐसा है जिसे आप वास्तव में मूल रूप से सेट कर सकते हैं और बहुत सटीक मैं इसलिए कहूंगी कृपया सभी एनर्जी हार्वेस्टिंग अनुप्रयोगों के लिए विचार करें यह विशेष रूप से कोशिश करें और देखें कि क्या आप बेहतर समझ के लिए इस तरह से एक उपकरण प्राप्त करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं अंत में मैं संक्षेपण करना चाहती थी वाइब्रेशन एनर्जी हार्वेस्टिंग और मेमस स्लैमस्टेक के इस अनुप्रयोग के बारे में इसे कई अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है उदाहरण के लिए यह आपको प्रेशर की जानकारी भी दे सकता है यह आपको प्रेशर भी दे सकता है यह आपको तापमान की जानकारी भी दे सकती है तो आप देख सकते हैं कि न केवल त्वरण मान बल्कि प्रेशर और तापमान साथ में हम इस तरह के डेटा के साथ इतने सारे कार्य करेंगे आप वास्तव में कुछ बहुत ही रोचक अध्ययन कर सकते हैं उदाहरण के लिए एक आवेदन में मिडडे के लोग प्रपोज करने लगते हैं वेंडर प्रपोज करने लगते हैं वह यह है कि अगर किसी बिंदु पर कोई सोर्स है और फिर कोई डेस्टिनेशन पॉइंट है और एक कोरियर या पार्सल सर्विस सिस्टम है जिसका मार्ग सोर्स से डेस्टिनेशन तक तय किया गया है अनिवार्य रूप से कुछ मार्ग से गुजरना जहां अंततः डेस्टिनेशन तक पहुंचना है अब अगर वह ट्रक पार्सल ले जाने वाला ट्रक वास्तव में इस एमईएमएस सेंसर से लैस है तो प्रेशर की जानकारी के साथ एक्सेलेरोमीटर डेटा आपको इन वैल्यूज के किसी प्रकार के कोरिलेशन प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए और इस कोरिलेशन के साथ आपको पार्सल सेवा प्रणाली द्वारा उठाए गए मार्ग के बारे में कुछ बातें कहने में सक्षम होना चाहिए अनिवार्य रूप से वे डेटा एनालिटिक्स एल्गोरिदम के लिए एल्गोरिदम का प्रस्ताव करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक तय मार्ग को सत्यापित करने के लिए क्या ट्रक ने वास्तव में एक्सेलेरोमीटर प्रेशर सेंसर और तापमान सेंसर से डेटा का विश्लेषण करके उस मार्ग को लिया था सभी 3 एक साथ रखा और उन्होंने वास्तव में डीटीडब्ल्यू नामक एक एल्गोरिथ्म का प्रस्ताव दिया था जिसे डायनेमिक टाइम वारपिंग कहा जाता है तो कृपया DTW एल्गोरिथ्म को देखें और कुछ अभ्यास करें इसलिए आप केवल आंकड़ों को इकट्ठा नहीं करने से परिचित हैं बल्कि डेटा का विश्लेषण करने और उस डेटा से जानकारी प्रदान करने की भी कोशिश कर रहे हैं जो आपके पास है तो यह एक अच्छी बात है सही है सोर्स से डेस्टिनेशन तय हो गया है और पार्सल सेवा का मार्ग तय हो गया है और हम सिर्फ इस स्लैम को लैस करते हैं कि आप वास्तव में डेटा एकत्र कर सकते हैं और इस अच्छे DTW डायनामिक टाइम को अलग अलग बिंदुओं पर मैच करने के लिए एल्गोरिदम को समय समय पर चलाते रहें और वास्तव में उस मार्ग के बारे में कुछ कहें जो वास्तव में पता लगाया गया था वास्तव में खेद है कि पार्सल सेवा प्रणाली द्वारा लिए गए मार्ग का पता नहीं लगा इसके साथ हम एनर्जी हार्वेस्टिंग के कई पहलुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे यदि समय अनुमति देता है तो हम प्रयास करेंगे और इम्पीडेन्स मैचिंग से संबंधित कुछ करेंगे क्योंकि यह महत्वपूर्ण इम्पीडेन्स मैचिंग है यदि समय निश्चित रूप से अनुमति देता है तो मैं हूं निश्चित नहीं है कि हम आरएफ सर्किट के लिए समय इम्पीडेन्स मैचिंग कर पाएंगे इसलिए हम आरएफ इम्पीडेन्स मैचिंग करेंगे और फिर हम अन्य संबंधित प्रणालियों जैसे प्रोटोकॉल IoT प्रोटोकॉल जैसे MQTT और AMQP और COAP को उठाएंगे जो उपयोगी हैं जो सेंसर नोड पर चल सकते हैं और एक सेंट्रल गेटवे से कम्यूनिकेट करेंगे गेटवे किसी भी एलपीडब्ल्यूएएन प्रोटोकॉल को चला सकता है जिसे हमने लोरा एनबीआईओटी बोला था एलटीई एम और इसमें वास्तव में दो हैं इसलिए वैसे भी व्यापक रूप से यह सिगफॉक्स है SigFox भी एक और LPWAN तकनीक है तो चलिए इस प्रोटोकॉल को थोड़ा समझते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं